इसलिए अब तक जो हमने जाना है वह मूल रूप से उद्योग 40 और IIoT में विभिन्न मौलिक अवधारणाएं हैं इस लेक्चर में हम IIoT के व्यावसायिक पहलुओं के पीछे के कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में जानने वाले हैं यद्यपि यह पाठ्यक्रम तकनीकी रूप से उन्मुख है लेकिन समग्र दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि समझ स्पष्ट हो जाएगी अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान है कि IIoT के व्यावसायिक पहलू क्या हैं और विशेष रूप से क्योंकि IIoT औद्योगिक सेटिंग में उपयोग किया जाता है ऐसा माना जाता है अगर हम इन सब से गुजरते हैं और उसके बाद हम अन्य लेक्चरों से गुजरेंगे हम दोनों IIoT के साथ साथ उद्योग 40 की नियमवाद के गहन पहलुओं में और अधिक जाने वाले हैं आइये अब IIoT के कुछ मूलभूत पहलुओं पर नजर डालते हैं इसलिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि विभिन्न व्यावसायिक मॉडल क्या हैं और सबसे पहले सवाल यह है कि एक बिजनेस मॉडल क्या है तो एक व्यवसाय मॉडल मूल रूप से यह विभिन्न पहलुओं को पकड़ता है जैसे संगठन कैसे बनाया जाता है यह कैसे ग्राहकों को मूल्य वितरित करने जा रहा है मूल्य पर कब्जा कर रहा है मूल्य वितरित कर रहा है और आदि के पीछे तर्क क्या है तो ये विभिन्न पहलू हैं जो एक व्यावसायिक मॉडल में कैप्चर किए जाते हैं और यह मूल रूप से यह व्यवसाय मॉडल संगठनात्मक और एक व्यवसाय की वित्तीय वास्तुकला का एक अवतार है तो ये मॉडल मूल रूप से इस बात का विवरण देंगे कि व्यवसाय कैसे संचालित करना है इसके अलग अलग संचालन यह कैसे प्रदर्शन करने जा रहे हैं और यह किस तरह से व्यवसाय में जा रहा है इसके लिए अलग अलग वित्त वित्तीय पहलुओं के साथ संबंध रखने वाले हैं यह अलग अलग लाभ कैसे अर्जित करने जा रहा है और यह विशिष्ट बाज़ार के संबंध में कैसे स्थित होने वाला है को पूरा करने जा रहा है इससे पहले कि हम IoT में उपयोग किए जाने के लिए व्यवसाय मॉडल के विभिन्न पहलुओं और साथ ही IIoT से भी गुजरें आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं व्यवसाय मॉडल के विभिन्न पहलू क्या हैं जिन्हें हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए तो आइए हम व्यवसाय मॉडल के विभिन्न पहलुओं को देखने का प्रयास करें आइए हम मान लें कि यह व्यवसाय मॉडल है आइए विचार करें कि हम व्यवसाय मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक क्या हैं तो पहला जो हमें समझना चाहिए कि बाजार खंड क्या है व्यवसाय को पूरा करने के लिए बाजार खंड को माना जाता है तब हमें समझना चाहिए कि मूल्य श्रृंखला की संरचना क्या है विभिन्न मूल्य प्रस्ताव राजस्व पीढ़ी और उस राजस्व मॉडल में अलग अलग मार्जिन क्या हैं और मूल्य नेटवर्क में क्या स्थिति है और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात प्रतिस्पर्धी रणनीति है इसलिए ये अलग अलग हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के अलग अलग पहलू हैं आइए हम किसी भी बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हैं इसलिए ये अवधारणाएं अगली चीजों में बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इन व्यापारिक मॉडल को IoT के संदर्भ में कैसे समझा जाना चाहिए और उसके बाद अगले लेक्चर में IIoT के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं के बारे में और विशेष रूप से समझा जाना चाहिए तो इसे समझने के बाद आइए अब हम अपने अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाते हैं जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले देखा है तो पहला मूल्य प्रस्ताव है आइए पहले मूल्य प्रस्ताव को लें इसलिए मूल्य प्रस्ताव हम ग्राहकों को मूल्यों की पेशकश के बारे में बात कर रहे हैं तो विभिन्न उत्पाद या सेवाएँ क्या हैं जो ग्राहक सेगमेंट के लिए मूल्य बनाएंगे जो व्यवसाय विचार करना चाहता है ये मूल्य मात्रात्मक हो सकते हैं जैसे मूल्य के मूल्य पहलू उत्पाद सेवा प्रदर्शन वगैरह या ये प्रकृति में गुणात्मक हो सकते हैं जैसे कि डिजाइन के अनुकूलन ग्राहक अनुभव ब्रांडिंग वगैरह वगैरह पर विचार करना होगा तो ये मूल रूप से मूल्य प्रस्ताव पहलू हैं अगला बाजार खंड है बाजार खंड मूल रूप से इस बारे में बात करता है कि बाजार के विभिन्न खंडों पर क्या विचार किया जाना है इसलिए ग्राहकों के विभिन्न समूह अंत उपयोगकर्ता संगठन जो व्यवसाय उद्यम की सेवा करना चाहते हैं और विभिन्न प्रकार के ग्राहक खंड हो सकते हैं उदाहरण के लिए एक ग्राहक खंड सामूहिक बाजार की तरह कुछ हो सकता है सामूहिक बाजार का मतलब है उदाहरण के लिए पूरे बाजार इसलिए पूरे बाजार पर विचार किया जा रहा है उदाहरण के लिए उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार एक सामूहिक बाजार का एक उदाहरण है आला बाजार का मतलब है विशिष्ट प्रकार का बाजार जिसे व्यवसाय द्वारा माना जाएगा उदाहरण के लिए अगर हम एक कार निर्माता के बारे में बात कर रहे हैं तो कार निर्माता मूल रूप से विभिन्न ऑटोमोबाइल निर्माताओं से खरीद पर निर्भर करता है तत्पश्चात खंडित ग्राहक खंड जिसका अर्थ है कि सूक्ष्म मैकेनिकल माइक्रो सॉरी माइक्रो सटीक सिस्टम जो इसे सेवा देने जा रहा है के विभिन्न ग्राहक खंड उदाहरण के लिए घड़ी उद्योग चिकित्सा उद्योग और औद्योगिक स्वचालन क्षेत्र ये सभी अलग अलग खंड वाले ग्राहक खंडों की तरह हैं इसके बाद हमने एक विविधता ला दी है इसलिए विविध ग्राहक खंड का मतलब है कि एक विशेष व्यवसाय कुछ समय के लिए किसी विशेष प्रकार के ग्राहक आधार की सेवा कर सकता है और इसके बाद वे एक अन्य प्रकार के ग्राहक आधार में विविधता लाना चाहते हैं उदाहरण के लिए कंपनी अमेज़न तो अमेज़ॅन मूल रूप से मुख्य रूप से है यह एक खुदरा व्यापार ऑनलाइन खुदरा व्यापार उद्यम है लेकिन हाल के दिनों में इसने क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं को बेचने के लिए अपने व्यवसाय में विविधता ला दी है और यह विविध ग्राहक खंड है और हमारे पास बहु पक्षीय खंड भी हो सकते हैं उदाहरण के लिए अगर हम क्रेडिट कार्ड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को एक तरफ क्रेडिट कार्ड धारकों से निपटना पड़ता है तो दूसरी तरफ उन व्यापारी से जो उन क्रेडिट कार्डों को स्वीकार करने जा रहे हैं तो ये बहु पक्षीय बाजारों की तरह हैं तो अगला मूल रूप से मूल्य श्रृंखला संरचना है जो तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए तो मूल्य श्रृंखला संरचना मूल रूप से ये महत्वपूर्ण संसाधन और गतिविधियाँ हैं जो एक व्यवसाय को मूल्य प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता होती है तो ये मूल्य श्रृंखला संरचना विभिन्न प्रकार के संसाधनों पर निर्भर करती है जिनका उपयोग किया जा रहा है और विभिन्न गतिविधियाँ जो की जाती हैं ये संसाधन भौतिक संसाधन बौद्धिक संसाधन मानव संसाधन वित्तीय संसाधन आदि हो सकते हैं और इन प्रमुख संसाधनों का स्वामित्व हो सकता है या उन्हें कंपनी द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है या उन्हें विभिन्न साझेदार के व्यावसायिक भागीदारों से भी अधिग्रहित किया जा सकता है तो ये विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं ये मूल्य श्रृंखला संरचना में बहुत महत्वपूर्ण हैं और गतिविधियाँ उदाहरण उत्पादन के लिए गतिविधियाँ समस्या समाधान प्लेटफॉर्म जिसे नेटवर्क वगैरह माना जाता है ये अलग अलग गतिविधियाँ हैं तो ये एक साथ मूल्य श्रृंखला संरचना के महत्वपूर्ण विचार हैं चौथा बिल्डिंग ब्लॉक मूल रूप से राजस्व उत्पादन और मार्जिन है जो मूल रूप से उस राजस्व के बारे में बात करता है जो व्यवसाय में प्रत्येक ग्राहक खंड से उत्पन्न होता है और इन विभिन्न राजस्वों को दो अलग अलग स्रोतों से प्रवाहित किया जा सकता है तो एक लेनदेन राजस्व हो सकता है और यह आवर्ती राजस्व हो सकता है तो लेन देन राजस्व का मतलब है जो राजस्व प्रदर्शन किए गए विभिन्न लेनदेन से उत्पन्न होता है और आवर्ती राजस्व का मतलब है जैसे कि एक राजस्व मॉडल हो सकता है जिसमें से पुनरावर्ती फैशन में राजस्व ग्राहक आधार से उत्पन्न होता है इसलिए ये राजस्व विभिन्न तरीकों से उत्पन्न किए जा सकते हैं ये राजस्व सदस्यता शुल्क से संपत्ति की बिक्री से उपयोग शुल्क से या फीस से उत्पन्न हो सकती है जो इन विभिन्न संसाधनों या सेवाओं लाइसेंस शुल्क दलाली विज्ञापन वगैरह के किराये या पट्टे से प्राप्त होती है तो दो अलग अलग प्रकार के मूल्य निर्धारण हैं जिन्हें किसी भी राजस्व मॉडल में माना जा सकता है एक निश्चित मूल्य निर्धारण है दूसरा गतिशील मूल्य निर्धारण है इसलिए हमें इनमें से प्रत्येक के बारे में बहुत अधिक विस्तार से समझने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है कि यह जानकारी आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए पर्याप्त होगी जैसे कि यह जानकारी एक IoT या बल्कि IIoT तरह का बुनियादी ढांचा स्थापित करने में कैसे मदद करेगी और उस तरह के वातावरण में राजस्व पैदा कैसे करेगी अगला बिल्डिंग ब्लॉक वैल्यू नेटवर्क में मूल्य नेटवर्क की स्थिति में है तो यह स्थिति मूल रूप से आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों के विभिन्न नेटवर्क पर भी निर्भर करती है और ये साझेदारी और इन गठजोड़ों को व्यापार मॉडल को अनुकूलित करने जोखिमों को कम करने और संसाधनों का अधिग्रहण करने के लिए बनाया जाएगा अगले बिल्डिंग ब्लॉक प्रतिस्पर्धी रणनीति है तो प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति का अर्थ है किसी विशेष कंपनी की रणनीति जिसका अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बाजार खंड में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करना इसलिए प्रतिस्पर्धा की तीन अलग अलग रणनीतियाँ हैं जो आमतौर पर एक व्यवसाय मानता है पहला लीडरशिप की लागत है दूसरा ऐसा अलग चीज लाना है जो ग्राहकों के लिए कुछ विशिष्ट है और तीसरा है एक छोटे से मार्केट सेगमेंट या एक विशेष प्रकार के मार्केट सेगमेंट एक आला मार्केट सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करना बल्कि एक सामूहिक बाजार पर विचार करने से अगर एक बड़ा बाजार इसलिए किसी भी व्यवसाय के सभी विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने के बाद आइए अब हम यहाँ स्विच करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इन व्यावसायिक मॉडलों की आवश्यकता क्यों है और ये आम तौर पर IoT के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं इसलिए यदि हम IoT के बारे में बात कर रहे हैं तो IoT के आगमन के परिणामस्वरूप मूल रूप से व्यावसायिक दृष्टिकोण से अलग उपयोग को बढ़ाने या उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है यद्यपि व्यापारिक दृष्टिकोण से IoT के कई अलग अलग प्रकार के फायदे हैं IoT को अपनाने में अलग अलग व्यावसायिक चुनौतियां हैं पहला एक मूल रूप से वस्तुओं की विविधता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि IoT दुनिया में हम जो बात कर रहे हैं वह विभिन्न पहलुओं की विविधता है मौलिक रूप से विभिन्न भौतिक वस्तुओं की विविधता जो चीजें जुड़ी हुई हैं इसलिए हम IoT दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं हम विभिन्न भौतिक वस्तुओं के इंटरनेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं इन विभिन्न भौतिक वस्तुओं में अलग अलग सेंसर होंगे और ये सेंसर डेटा का अधिग्रहण करेंगे और ये डेटा आगे की प्रक्रिया के लिए कुछ रिमोट सर्वर पर भेजे जाने वाले हैं मूल रूप से IoT दुनिया में ये अलग अलग वस्तुएं वे अलग अलग प्रकार के होते हैं और एक साथ परस्पर जुड़े होते हैं ताकि मूल रूप से केवल तकनीकी रूप से लेकिन एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से विभिन्न वस्तुओं को परस्पर जोड़ने की विविधता का यह पहलू यह व्यवसायों के लिए एक बड़ी चुनौती है दूसरी बात अपरिपक्वता है IoT IIoT और वह इनोवेशन के मामले में बहुत अपरिपक्वता है जिसे व्यापार में व्यवसायों में निपटाया जाना है इसलिए यह विचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब हम किसी विशेष व्यवसाय सेटिंग में IoT को अपनाने के बारे में बात कर रहे हैं तीसरा यह है कि व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र वे IoT दुनिया में संरचित नहीं हैं वे आमतौर पर असंरचित व्यावसायिक पारिस्थितिक तंत्र हैं जो आम तौर पर इन IoT वातावरणों असंरचित व्यावसायिक पारिस्थितिकी प्रणालियों में होते हैं और यह असंरचितता इस विविधता के कारण उत्पन्न होती है जिसके बारे में मैंने बहुत शुरुआत में बात की थी यहां विविधता है अपरिपक्वता है और जिसके परिणामस्वरूप ये व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र आमतौर पर असंरचित हैं और हम एक सच्चे IoT दुनिया में एक व्यवसाय होने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम विभिन्न व्यवसाय खंडों को जोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं और ये विभिन्न व्यवसाय खंड सभी नहीं हैं वे निम्नलिखित किसी विशेष व्यवसाय मॉडल में कार्य नहीं करते हैं और जिसके कारण यह असंरचित व्यवहार असंरचित की यह संपत्ति इन व्यावसायिक पारिस्थितिकी प्रणालियों में उत्पन्न होती है इसलिए इन IoT व्यवसाय मॉडल को अलग अलग आवश्यकताओं को संबोधित करना चाहिए इससे कंपनी के स्तर से परे पारिस्थितिक तंत्र स्तर तक दायरे का विस्तार होगा यह वही है जो मैं वास्तव में पिछली स्लाइड में बता रहा था इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हम एकल कंपनियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम IoT के एक एकल कंपनी की सेवा करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं इसलिए हम एक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं जहां कई कंपनियां अलग अलग भूमिकाएं निभाने जा रही हैं इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है अगर हमें IoT के लिए एक व्यवसाय मॉडल के साथ आना है तो कंपनियों को उद्योग को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए IoT वातावरण के लिए व्यापार मॉडल के संबंध में दूसरा विचार यह है कि डिजाइन के लिए समर्थन होना चाहिए और साथ ही जटिल मूल्यों के दृश्य हितधारक नेटवर्क के भीतर मूल्य धाराओं भी हैं इसलिए विभिन्न हितधारक हैं और इन विभिन्न हितधारकों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से तो डिजाइन के लिए समर्थन होना चाहिए और साथ ही इस जटिल मूल्य धारा का दृश्य भी होना चाहिए जो इस हितधारक नेटवर्क से बनाई जाएगी अगला मूल रूप से सभी हितधारकों के लिए मूल्य प्रस्ताव का स्पष्ट विचार है जिसमें उपयोगकर्ता अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहक विभिन्न साझेदार हैं जिनके साथ उनके पास अलग अलग MOU का व्यवसाय है या उनके पास अलग अलग के बीच अलग व्यवसाय समझ है और आखिरी मूल रूप से बनाए गए वास्तविक अवसर के भीतर और उससे परे संपत्ति के रूप में डेटा का विचार है इसलिए जब हम एक व्यापारिक दुनिया में IoT के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत से डेटा के बारे में बात कर रहे हैं जो उत्पन्न होता है और यह IoT में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है और यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंपनी में मौजूद निश्चित बुनियादी ढांचे की एसेट है बल्कि कंपनी के भीतर बनाए गए वास्तविक अवसर से परे है तो दूसरे शब्दों में यह डेटा कंपनी के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर अन्य संगठनों अन्य भागीदार संगठनों या यहां तक कि अन्य संगठनों के लिए एक एसेट के रूप में काम कर सकता है जहां यह काम कर रहा है जिसका अर्थ है देश के भीतर या क्षेत्र के भीतर और बाहर क्षेत्र तो इसकी कोई सीमा नहीं है यह डेटा कंपनी के लिए एक अजेय संपत्ति है जिसने यह डेटा बनाया है जिसने डेटा एकत्र किया है और अन्य कंपनियों के लिए भी तो IoT के लिए अलग अलग व्यवसाय मॉडल हैं पहला जो हमें समझना चाहिए वह सदस्यता मॉडल है तो हम इसके माध्यम से जाएंगे कि सदस्यता मॉडल का क्या अर्थ है अगला परिणाम आधारित मॉडल है एसेट शेयरिंग मॉडल और IoT एज ए सर्विस प्लस मैं कुछ अन्य प्रकार के मॉडल से भी गुजरने जा रहा हूं जो साहित्य में IoT में उपयोग के लिए हैं पहला IoT के लिए सदस्यता मॉडल है तो अनिवार्य रूप से क्या हो रहा है वह डेटा है जो IoT उपकरणों द्वारा उत्पन्न होता है ये डेटा उपभोज्य हैं उन्हें मापा जा सकता है वे मापने योग्य हैं और वे दोहराए जाने योग्य हैं तो यह मूल रूप से यह डेटा है जो उत्पन्न होता है यह है कि इसके अलग अलग पहलू हैं और यह संगठन के लिए आवर्ती राजस्व उत्पन्न करने में भी सक्षम है इसलिए इस प्रकार के सदस्यता मॉडल का उपयोग करते हुए आप ग्राहकों के लिए एक बार जैसे शुल्क के बारे में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन इन ग्राहकों को कुछ प्रकार की सेवाओं की पेशकश की जा सकती है और उन्हें पेशकश की जाने वाली सदस्यता के आधार पर शुल्क लिया जा सकता है इसलिए मूल रूप से ग्राहक IoT सेवाओं की सदस्यता लेने जा रहे हैं और ग्राहक ने जिसकी सदस्यता ली है और जितनी इकाइयाँ उपयोग की है उसके अनुसार उन्हें सदस्यता की इकाइयों के आधार पर शुल्क वसूला जाने वाला है इसलिए ऐसा होने जा रहा है हम एक बार के चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और हम इस एक बार के चार्जिंग तंत्र से परे जा रहे हैं जो पहले से ही अन्य प्रकार के व्यवसायों के लिए मौजूद है और समय समय पर उपयोग के आधार पर कागज़ के उपयोग के आधार पर एक नियमित उपयोग पर शुल्क ग्राहक से वसूला जाएगा इसलिए सदस्यता मॉडल के अलग अलग फायदे हैं यह एक अनुमानित प्रकार का मॉडल है जहां आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना राजस्व उत्पन्न होने वाला है भुगतान किए गए अपडेट प्रदान करके या एक फ्रीमियम मॉडल लागू करके उत्पाद का मुद्रीकरण किया जा सकता है तो फ्रीमियम का अर्थ है मूल सेवाओं की सेवा के कुछ स्तरों की तरह उन्हें ग्राहकों को मुफ्त किया जा सकता है और प्रीमियम सेवाओं को चार्ज किया जा सकता है और अन्य फायदे यह हैं कि बार बार सदस्यता के बाद होने वाली बातचीत के कारण व्यवसाय ग्राहकों के साथ सक्रिय संबंधों को बढ़ावा देने में सक्षम हैं व्यवसाय इस प्रकार के सदस्यता मॉडल का उपयोग करने के लिए अपने ग्राहकों के बारे में अधिक जानने में सक्षम हैं और वे ग्राहकों से बैक टू बैक प्रतिक्रिया भी प्रदान करने में सक्षम हैं ग्राहक व्यवसायों को प्रतिक्रिया दे सकते हैं ताकि व्यवसाय द्वारा बेहतर सेवाओं की पेशकश की जा सके इसलिए विभिन्न चुनौतियां भी हैं इसलिए हमारे द्वारा समझे गए फायदे सदस्यता मॉडल के उपयोग के पीछे विभिन्न चुनौतियां हैं तो ये सभी चीजें जैसे ग्राहक प्रबंधन स्वचालित चालान क्योंकि यह आवश्यक है और विभिन्न प्रकार के उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकार स्वचालित रूप से आपको ग्राहकों को चालान करना होगा तो स्वचालित चालान सदस्यता योजना प्रबंधन कुशल श्रम की आवश्यकता नियमित अपडेट की आवश्यकता ये विभिन्न आवश्यकताएं हैं जो व्यवसायों में विभिन्न चुनौतियों के रूप में भी आ रही हैं इसलिए इन चुनौतियों पर व्यवसायों को विचार करना होगा जो इस तरह के मॉडल सदस्यता मॉडल का उपयोग करते हैं अगला परिणाम आधारित मॉडल है जहां व्यवसाय ग्राहकों को भुगतान परिणाम या लाभ जो उत्पाद या सेवा प्रदान करते हैं वितरित करते हैं तो मूल रूप से यह मॉडल भुगतान प्रति परिणाम प्रकार का है इसलिए परिणाम के आधार पर ग्राहक परिणामों के आधार पर भुगतान करता है इसलिए ग्राहक को मूल रूप से स्वामित्व और रखरखाव की जिम्मेदारी से राहत मिली है और यह व्यवसायों और उनके ग्राहकों को समाधान के मुद्रीकरण के लिए एक साथ लाता है तो ये परिणाम आधारित मॉडल की कुछ अलग विशेषताएं हैं तो सदस्यता आधारित मॉडल की तरह परिणाम आधारित मॉडल के अलग अलग फायदे भी हैं ये परिणाम आधारित मॉडल यह लाभ मार्जिन में वृद्धि बातचीत चक्र ग्राहक के साथ बातचीत चक्र को कम करता है इसलिए ग्राहकों और व्यवसाय के बीच यह वार्ता जो होती है परिणाम आधारित मॉडल मूल रूप से इसे कम करता है तीसरा उच्च ग्राहक संतुष्टि है बढ़ी हुई ग्राहक संतुष्टि ने मुझे इसे इस तरह से बुलाने दिया जिससे व्यवसाय में समग्र जोखिम कम हो गए विक्रेता और उपभोक्ता के मूल्य प्रस्ताव का बेहतर संरेखण तो परिणाम आधारित मॉडल के ये अलग अलग फायदे हैं सदस्यता आधारित मॉडल के समान विभिन्न चुनौतियां भी हैं यदि कोई व्यवसाय को अपना रहा है तो परिणाम आधारित मॉडल विभिन्न चुनौतियां हैं मूल्य के मानकीकरण के संबंध में चुनौतियां नए बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता के संबंध में चुनौतियाँ नीतियाँ प्रक्रियाएँ सुरक्षित और विश्वसनीय परिणाम वितरण सिद्ध व्यवसाय मॉडल की कमी आदि ये परिणाम आधारित मॉडल के उपयोग के पीछे अलग अलग चुनौतियाँ हैं अगला एसेट शेयरिंग मॉडल का एक उदाहरण है तो उनके ग्राहकों को मूल रूप से समय या उपयोग की प्रकृति के आधार पर राजस्व के साथ वसूला जाता है कि ट्रैक्टर ने उद्योग द्वारा किसी अन्य मशीनरी को कितनी अवधि के लिए उधार दिया है या किसी अन्य ग्राहक को उधार दिया गया है इसलिए उनसे शुल्क लिया जा सकता है राजस्व अवधि और उपयोग की प्रकृति के आधार पर वसूला जा सकता है आप जानते हैं कि ग्राहक द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनरी के विभिन्न पहलू क्या हैं इसलिए यह भी एक उदाहरण है कि उपयोग की प्रकृति के आधार पर ग्राहक को राजस्व के साथ कैसे वसूला जा सकता है तो उद्देश्य मूल रूप से डाउनटाइम को कम करने के लिए है और एसेट का उपयोग करने के बजाय क्या किया जा सकता है कि अन्य लोग उसी मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें उपयोग के समय और मशीनरी के उपयोग की प्रकृति के आधार पर वसूला जा सकता है इसलिए IoT में स्मार्ट ऊर्जा यह एसेट शेयरिंग मॉडल का एक उदाहरण है इसलिए पिछले मॉडल की तरह जिन पर हमने अब तक चर्चा की है एसेट शेयरिंग मॉडल के उपयोग के कुछ अलग फायदे हैं अलग अलग चुनौतियाँ भी हैं उत्पादों और सेवाओं की सिक्योरिटी ये बहुत महत्वपूर्ण हैं उदाहरण के लिए अन्य चुनौतियां हैं विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के बीच आपसी व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा एसेट में बहुत महत्वपूर्ण हैं अगला IoT एज ए सर्विस है तो आप पाएंगे कुछ साहित्य IoT एज ए सर्विस की पेशकश के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जैसा कि यह नाम बताता है हम ग्राहकों को पट्टे पर IoT सक्षम उत्पाद प्रदान करने वाले व्यवसायों के बारे में बात कर रहे हैं और फिर उस पट्टे पर IoT अवसंरचना से राजस्व अर्जित कर रहे हैं तो ये उत्पाद कुछ भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सूचना या डेटा या जो परिणाम मैंने डेटा के विश्लेषण से प्राप्त किए हैं हो सकते हैं मूल रूप से कुछ भी IoT एज ए सर्विस मॉडल में एक उत्पाद हो सकता है इस मॉडल में राजस्व उत्पन्न होता है जो डेटा उत्पन्न होता है उस मात्रा के आधार पर विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है जो संसाधनों की गुणवत्ता की पेशकश की जाती है इसलिए इन सभी अलग पहलुओं को IoT एज ए सर्विस में राजस्व मॉडल के साथ आने में मदद मिलेगी तो IIT खड़गपुर में हमारे अनुसंधान समूह SWAN अनुसंधान समूह एक सेवा के रूप में सेंसर हमने सेंसर एज ए सर्विस की पेशकश पर बहुत काम किया है तो यह मूल रूप से IoT एज ए सर्विस का एक विशिष्ट उदाहरण है और यह IoT दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह के व्यवसाय मॉडल IoT दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है तो यहाँ IoT एज ए सर्विस के अलग अलग फायदे हैं उदाहरण के लिए लाइसेंस की लागत कम योजनाबद्ध उन्नयन से राजस्व में वृद्धि विभिन्न मूल्य प्रस्तावों के बेहतर संरेखण कुशल संचालन और विक्रेताओं द्वारा निवारक रखरखाव ग्राहक संबंधों में सुधार तो ये IoT एज ए सर्विस के अलग फायदे हैं तो दूसरी तरफ अलग अलग चुनौतियाँ भी हैं उत्पाद संगतता डेटा सटीकता डेटा की सिक्योरिटी बनाए रखना ये IoT एज ए सर्विस को अपनाने के संबंध में विभिन्न चुनौतियाँ हैं इसलिए जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था इसलिए ये इन अलग अलग व्यावसायिक मॉडलों से परे हैं अलग अलग अन्य व्यवसाय मॉडल हैं जो भी उपलब्ध हैं जो साहित्य में प्रस्तावित किए गए हैं तो मुझे सिर्फ कुछ के बारे में बात करने दें तो एक अन्य उत्पाद को बेचने के लिए प्रॉक्सी के रूप में किया जा सकता है दूसरे शब्दों में IoT उत्पादों को लागत मूल्य पर या अन्य उत्पादों को बेचने के नुकसान पर बेचा जाता है उदाहरण के लिए IoT डिवाइस उत्पादों की स्थिति का ट्रैक रख सकते हैं और तदनुसार कार्य कर सकते हैं और इनका उपयोग निर्माताओं द्वारा उन उत्पादों को बेचने के लिए किया जा सकता है जिनके लिए रिफिल की आवश्यकता होती है तो यह एक प्रकार का मॉडल है जो IoT आधारित उत्पादों के लिए आकर्षक है डेटा को मुद्रीकृत करने के लिए वाहन के रूप में IoT उत्पाद यह एक अन्य प्रकार का मॉडल है जिसका उपयोग IoT आधारित सेवाओं IoT आधारित उत्पादों के लिए किया जाता है तो यह एक प्रकार का व्यवसाय मॉडल है जो IoT दुनिया में बहुत आकर्षक है इसलिए IoT सक्षम उत्पाद सेवाएँ प्रदान करते समय उपयोगकर्ताओं से डेटा एकत्र करते हैं और यह डेटा व्यवसायों द्वारा राजस्व अर्जित करने के लिए तीसरे पक्ष के व्यवसायों को बेचा जाता है और आवश्यकता के अनुसार डेटा संसाधित और एकत्र किया जाता है और ग्राहकों को अपने डेटा के उपयोग और गोपनीयता नीतियों के बारे में पहले से ही अवगत कराना होगा यदि वे अपना रहे हैं यदि व्यवसाय अपना रहा है IoT दुनिया में इस तरह का बिजनेस मॉडल तो इसके साथ ही हम IoT के व्यावसायिक पहलुओं के पहले भाग की समाप्ति पर आते हैं इसलिए हम शुरू में अलग अलग बिजनेस मॉडल से गुजरे हैं जो उपलब्ध हैं और विभिन्न प्रकार के बिजनेस मॉडल हैं जो साहित्य में केवल IoT के लिए उपलब्ध हैं लेकिन किसी भी तरह के बिजनेस मॉडल के विभिन्न प्रकार साहित्य में उपलब्ध हैं इसके बाद हम IoT विशिष्ट व्यवसाय मॉडल के माध्यम से गुजरे हैं जो समुदाय में आकर्षक हैं और कुछ व्यवसाय पहले से ही IoT के लिए इन विभिन्न प्रस्तावित व्यवसाय मॉडल को अपना रहे हैं और हम भी IoT के लिए इन व्यापार मॉडल में से प्रत्येक की विशेषताओं को न केवल अलग अलग से गुजरे हैं बल्कि हम IoT के लिए अलग अलग फायदे और इनमें से प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय मॉडल को अपनाने में चुनौतियों से भी गुजरे हैं तो ये कुछ रेफरेंसेस से गुजर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि IoT IIoT के साथ साथ उद्योग 40 को समझने के समग्र दृष्टिकोण से इसके पीछे की अवधारणाएं IIoT के व्यावसायिक पहलुओं को समझने के लिए केवल इतनी समझ ही पर्याप्त होनी चाहिए इसलिए इस लेक्चर में जो हमने जाना है वह केवल व्यवसाय मॉडल IoT के व्यावसायिक पहलू हैं और अगले लेक्चर में हम व्यवसाय मॉडल और IIoT औद्योगिक IoT के लिए विभिन्न अन्य संबंधित पहलुओं पर गौर करने जा रहे हैं इसलिए वहां हम थोड़ा विविधता लाएंगे और हम IIoT के विशिष्ट मुद्दों और इसके बारे में व्यावसायिक पहलुओं के बारे में बात करेंगे धन्यवाद